पीरियोडिक और सिंगुलर स्टर्म लिउविल समस्याएं मैट्रिक्स एगेन मूल्य समस्या के अनुरूप है जो है A λIX0 हम डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए रेगुलर स्टर्म लिउविल प्रणाली को परिभाषित किया है यदि आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है और एक ऑपरेटर Lआपके पास है तो आप कुछ कमी के साथ एक निश्चित रूप में रख सकते हैं हमने एक प्रकार के सामान्य रूप को परिभाषित किया है जो है Ly λy जहां y समाधान है अंतरालa b में सीमित डोमेन पर इस समीकरण के लिए आपने कुछ सीमा शर्तों को परिभाषित किया है आप इन सीमा शर्तों को तब प्रदान करते हैं जब pxजो दूसरे क्रम की अवधी या दूसरे क्रम डेरिवेटिव का गुणांक है यदि यह अंत बिंदुओं पर 0 नहीं है इसे रेगुलर स्टर्म लिउविल सिस्टम कह जाता है जिसके लिए सीमा की शर्तें दी है यह एगेन मूल्य समस्याLy λy इन सीमा स्थितियों के साथ यह रेगुलर स्टर्म लिउविल सिस्टम है इनमें इन सीमा शर्तों को डिफरेंशियल ऑपरेटर L हेयरमिशन या सेल्फ एडज्वाइंट या स्कयू सिमिट्रिक बनाने के लिए परिभाषित किया है हम इसे अलग तरीके से भी कर सकते हैं जब pa0 or pb0 or papb0 इसके अलावा दूसरे मामले मेंऑपरेटर को हेयरमिशन भी बना सकते हैं जब papb यह दो मामले हमें बाद में देखेंगे हम रेगुलर स्टर्म लिउविल सिस्टम के लिए कुछ उदाहरण देंगे यह रेगुलर स्टर्म लिउविल सिस्टम है जिसे हमने देखा है Ly λy L 1w ddx pxddxq जहां pa≠0 p≠0 px0 x ∈ab qx मान लो कि wx0 सीमा शर्ते हैं 1y a 2y a0 और 1y b 2y b0 दोनों isया is शून्य नहीं है is is असली है आप एगेन मूल्य और एगेन फंक्शनसपा सकते हैं जैसे मैंने चरणों में समझाया एगेन मूल्य और एगेन वेक्टर खोजने के लिए यदि सभी एगेन मूल्यों अलग अलग है तो संबंधित एगेन फंक्शन ऑपरेटर L के आधार पर परिभाषित डॉट प्रोडक्ट के संबंध में ऑर्थोगोनल हैं और एक बार जब आप इन एगेन फंक्शनस को प्राप्त कर लेते हैं जो वे ऑर्थोगोनल हैं और पूर्ण सेट बनाते हैं इसका मतलब है कोई स्क्वायर इंटीग्रल फंक्शन f इन एगेन फंक्शनस के संदर्भ में लिखा जा सकता है हमें एक फूरियर सीरीज़ मिलती है fxn1cnvn जहां cn's आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का है और निम्न प्रकार से डॉट प्रोडक्ट का उपयोग करके पाया जा सकता है ⟨fx vn⟩ m1cm⟨vmvn⟩ cn⟨vnvn⟩ cn ⟨fx vn⟩⟨vnvn⟩ हम इस सिस्टम के लिए कुछ उदाहरण देखेंगे समस्या यह है रेगुलर SL सिस्टम के लिए एगेन मूल्यों और एगेन फंक्शनस खोजें जो वही है y λy0 0x1 λ एक पैरामीटर है और आपका डोमेन 0से 1 के बीच है सीमा शर्तें y00 y10 इस प्रणाली को हल करने के लिए हम एगेन मूल्यों और एगेन फंक्शनस को खोजने होंगे पहला खतम है इसे समीकरण के रूप में रखे जहां λ एक पैरामीटर है y λy0 इसे एगेन मूल्य समस्या के रूप में रखा है यदि एक मैट्रिक्स A के लिए AX λX प्रत्येक मूल्य के लिए X की पहचान करने का प्रयास करें आपने को ठीक करें या उन मूल्यों को खोजें जिनके लिए आपके पास एक गैर शून्य समाधान Xजो आपके एगेन मूल्यों और एगेन वेक्टर्स है डिफरेंस इक्वेशन को एगेन मूल्य समस्या के रूप में डालने का प्रयास करें लश्कर My0 जहां M एक ऑपरेटर है दूसरे क्रम डिफरेंशियल इक्वेशन को इसे सेल्फ एडज्वाइंट के रूप में रखा जाता है ddx1 dydx0y λ1y0 0x1 px1 qx0 wx1 जैसा wx1 हम किसी भी फंक्शन के डॉट प्रोडक्ट को तुरंत परिभाषित कर सकते हैं ⟨f g⟩01fxg dx इन सीमा स्थितियों के साथ आपने देखा है कि यह रेगुलर स्टर्म लिउविल सिस्टम सेल्फ एडज्वाइंट है क्योंकि L सेल्फ एडज्वाइंट या हेयरमिशन है इसके अलावा λ हमेशा वास्तविक होता है जो कि सेल्फ एडज्वाइंट या स्कयू सिमिट्रिक मैट्रिक्स का गुण होता है एगेन मूल्यों वास्तविक है लेकिन हम इसे यहां सिद्ध नहीं कर रहे हैं हम तीन मामलों के बारे में सोच सकते हैं λ सकारात्मक है λ शून्य के बराबर है या λ नकारात्मक है यानी λ0 λ0 λ0 अगर λ सकारात्मक है हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं μ2 μ0 μ2 μ0 इस तरह आप तीन संभावनाएं बनाते हैं और अब मामला 1 के समीकरण को लेते हैं d2ydx2 2y0 यह स्थिर गुणांक वाला दूसरे क्रम का समीकरण है मैं पहले के तरीकों से इसका समाधान जानता हूं

यहां भी जब आप ऐसा लिखते हैं Ly λy निश्चित मूल्य के लिए here μ2 हम गैर शून्य हल y की तलाश कर रहे हैं इस प्रकार c2 को गैर शून्य होना चाहिए अगर मैं c2 को शून्य लेता है तो मुझे केवल शून्य समाधान मिलता है के मूल्यों को जांच करना चाहिए जिसके लिए मुझे c2 को गैर शून्य मिलता है फिर भी यह मात्र 0 रहती है हमारे पास कुछ मूल्यों के लिए sin शून्य है यदि कोई भी मूल्यों sin 0शून्य के बराबर संतुष्ट नहीं करता है तो जिसका अर्थ है c2 शून्य है एकमात्र विकल्प है इसका मतलब है कि आपके पास कोई गैर शून्य समाधान नहीं है जिसका अर्थ है कि आपके द्वारा माने गए मूल्यों को एगेन मूल्यों मान नहीं है दूसरा विकल्प है μnπ n123 याद रखना हमेशा सकारात्मक होता है सख्ती से सकारात्मक होता है इसका मतलब यह है कि समाधान yx यह है yxsin nπx n123 आप चुन सकते हैं c2 sin μx इस होमोजीनियस समीकरण का समाधान है समाधान का कोई भी स्थिर गुणक भी एक समाधान है जिसे आप इसआर्बिट्रेरी कांस्टेंट को 1 के रूप में ले सकते हैं आपके पास एक गैर शून्य समाधान है अब c2 को बदलें इसे प्रत्येक n के लिए 1 के रूप में लें n 1 2 3 से आगे है अब μnπ और μ2 n22 ये एगेन मूल्यों इसके अनुरूप मेरे पास yn का समाधान है आप इसे बुला सकते हैं ynx sin nπx n123 क्योंकि यह n पर निर्भर करता है इसलिए ये एगेन फंक्शन हैं आप सिर्फ इस रेगुलर स्टर्म लिउविल सिस्टम के लिए एगेन मूल्यों और एगेन फंक्शनस मिले हैं एक मामले के लिए एगेन मूल्यों और एगेन फंक्शनस है आपको अभी भी दो और संभावनाएं देखनी है λ0 λ0 मामला 2 λ0 इस मामले में डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाता है y0 इंटीग्रेट करने के बाद यहां सामान्य समाधान है yxc1xc2 जहां c1 c2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है अब हम सीमा शर्तों को लागू करते हैं i y00 हमें देता है c10c20 देता है कि c20 सामान्य समाधान इस प्रकार है yxc1x अब हम आवेदन करते हैं ii y10 हमें देता है c110 देता है कि c10 इस प्रकार सामान्य समाधान yx0 ∀ x∈01 है जिसका अर्थ है λ0 एक एगेन मूल्य नहीं है जब आपके पास एगेन मूल्यों नहीं है आपके पास λ0 के अनुरूप एगेन फंक्शन नहीं होते हैं क्योंकि आपके पास वहां कोई शून्य समाधान नहीं होता है

इसलिए sinh 0 यह मुझे वे मूल्य देगा जिनके लिए सकारात्मक है इस प्रकार कोई समाधान नहीं है कोई सकारात्मक मूल्यों नहीं है जो sinh 0 संतुष्ट नहीं करता है अर्थ है c1 होना शून्य चाहिए औरएक सामान्य समाधान बन जाता है yx0 ∀ x∈01का तात्पर्य λ μ2 μ0 एगेन मूल्य नहीं है तो इन तीन मामलों में आपने जो देखा है नकारात्मक λएगेन मूल्य नहीं है λ शून्य के बराबर एगेन मूल्य नहीं है केवल मामला एक के लिए आपके पास सकारात्मक λ के लिए एगेन मूल्य है तो आप ने पाया कि एगेन मूल्यों और एगेनफंक्शंस क्या है n n22 और sin nπx एगेन मूल्यों और एगेन वेक्टर या एगेनफंक्शंस n के अनुरूप जो 1 2 3 से और इसी तरह अनंत तक एगेन मूल्य नहीं है अन्यथा sin nπx शून्य हो जाता है या केवल पहला कदम था आइए हम दूसरे चरण को देखें हम तो देख सकते हैं कि ये एगेनफंक्शनआप वास्तव में सत्यापित कर सकते हैं डॉट प्रोडक्ट जिसे हम डिफरेंशियल ऑपरेटर के आधार पर परिभाषित करते हैं ⟨vnvm⟩01sin nπx sin mπx dx0 m≠n हम असली से सत्यापित कर सकते हैं कि यह वास्तव में शून्य है जब m n के बराबर नहीं है लेकिन जब n एम के बराबर है तो ⟨vnvn⟩01nπx dx011 cos 2nπx 2dx12 mn हम देखते हैं कि यह फंक्शंस तो एगेनफंक्शंस है ये ऑर्थोगोनल हैं और डॉट प्रोडक्ट जब यह एक ही फंक्शन लेते हैं तो इनका मूल्य आधा होता है तो तीसरा चरण यह है कि हमने देखा है कोई भी फंक्शन मान लीजिए f कोई स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन है अर्थात 01 2dx ∈R पूर्ण ऑर्थोगोनल एगेनफंक्शनका अर्थ कोई भी स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन हैं मैं इसे इन सभी एगेनफंक्शंस को लीनियर कॉन्बिनेशन के रूप में लिख सकता हूं अब लीनियर कॉन्बिनेशन है मैं Cn कैसे ढूंढूं यदि आप डॉट प्रोडक्ट को दोनों तरफ से लगाते हैं आपके पास fxsin mπx Cmmπxsin mπx ∀ m1234 अब आप m को n के रूप में बदल सकता है क्योंकि दोनों समान हैं इसलिए CnCm ∀ fxis any periodic function f∈01 तो यह बिल्कुल आपका तो यह फूरियर ट्रांसफॉर्म है और उसे ऊपर f फूरियर सीरीस है मान लीजिए कि आप कोई पीरियोडिक फंक्शन f∈01को लेते हैं तो वही प्रोफाइल सभी समय अवधि 011223 पर इसी तरह दोहराए जाएगा आप इन डिस्क्रीट आवृत्तियों को प्राप्त कर सकते हैं जो आपको फूरियर ट्रांसफॉर्म देंगे और इन सभी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी जाने के बाद इसका उपयोग किया जा सकता है संकेत जिसे आप डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में तोड़ते हैं और अंत में आप इस डिस्क्रीट फ्रिकवेंसीज के संदर्भ में अपना संकेत स्वयं प्राप्त कर सकते हैं इन एगेन फंक्शंस के साथ ये आवृत्तियां फूरियर सीरीज़ बनाएगी और इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म रूपांतरण देगी मान लीजिए कि यदि आपको ये सभी Cns दिए गए हैं जोकि फूरियर सीरीज़ के द्वारा दिया गया है तो ये रेगुलर स्टर्म लिउविल सिस्टम के रूप में यहां आप एगेन मूल्यों और एगेन फंक्शंस ढूंढते हैं और आप देखते हैं कि वास्तव में पूर्ण ऑर्थोगोनल फंक्शंस बनाते हैं इसका मतलब है कि कोई भी फंक्शन हम इन एगेन फंक्शंस लीनियर संयोजन के संदर्भ में लिख सकते हैं जो वास्तव में फूरियर सीरीज़ हैं अगर मैं आपको यहां दिए गए फंक्शन की फूरियर सीरीज़ को खोजने के लिए कहता हूं fxex आप इन सभी एगेन फंक्शंस sin⁡mπx को ex के संदर्भ में पूर्व ले सकते हैं जो वास्तव में फूरियर सीरीज़ ex हैं exशून्य के बीच दिया गया है एक संकेत के रूप में जो समय समय पर उड़ाया जाता है

यदि आप अपने डिफरेंशियल इक्वेशन Lyλy को इन सीमा स्थितियों के साथ एगेन मूल्य समस्या दे सकते हैं जो इस ऑपरेटर 'L' को हेयरमिशन या सेल्फ एडज्वाइंट या स्कयू सिमिट्रिक बनाते हैं मामला 3 मान लीजिए अभी यदि p0 या p0 या pp0 इसका मतलब है कि a b दोनों सिंगुलर पॉइंट्स है अब इन विशेष टर्म्स pxfdgdx gdfdx ab को इस सीमा पद को 0 बनाने के लिए आपको कैसे सीमा शर्तें देनी होगी हम देखेंगे कि यह सिंगुलर स्टर्म लिउविल सिस्टम है दोनों शून्य है तो a b समान बिंदु है जैसे आपने पौराणिक समीकरण के लिए देखा है आप देख सकते हैं कि p p दोनों के लिए कुछ समीकरणों की संभावना है दोनों शून्य है उसमें से एक शून्य है इसलिए ऐसी स्थिति में जब आप उस शून्य को किसी भी 0×ζ0 में कहते हैं यह कुछ ζपरिमित होना चाहिए क्योंकि अनंत से 0 गुणा 0×∞≠finite अनिश्चित है जो कुछ गैर शून्य मात्र के लिए भी हो सकता है और यह सीमा शर्तों के माध्यम से किया जाता है अगर p0 तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि pxfdgdx gdfdx ab a पर भी शून्य है इसका मतलब है f या कोई समाधान f और उसका डेरिवेटिव या g और उसका डेरिवेटिव 'a' पर बाध्य होना चाहिए अब f और g समाधान है और f' या g वे समाधान है फिर सुनिश्चित करें कि यह मात्र परिमित है क्या होगा यदि p≠0 और p0 आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि pxfdgdx gdfdx ab0 अगर ऐसा है तो fb0 or f'b0 इसमें से आप एक दे सकते हैं आप अपनी सीमा शर्तों को ठीक कर सकते हैं हम इसे आपके पास फिर से एक सिंगुलर स्टर्म लिउविल सिस्टम के रूप में देखेंगे Lyλyaxb इसके लिए हम तीन अलग अलग मामलों को देखें इसलिए इस पहले मामले में p0 p0 इस मामले के लिए सीमा शर्त ya y' परिमित है और y y' भी परिमित है देता है कि LfgfLg इसलिए pxfdgdx gdfdx ab0 तो आप फिर देखते हैं कि L हेयरमिशन है दूसरे मामले के लिए यानी pa0 हम देखेंगे कि सीमा की स्थिति यही होगी yaya are finite yb0 orya and ya are finite yb0 क्योंकि हम बनाने की जरूरत है pxfdgdx gdfdx ab0 ताकि L सेल्फ एडज्वाइंट हो इसलिए फिर से इसका अर्थ है कि इसे को हेयरमिशन बना दे तीसरा मामला अर्थात pb0 यह केवल मामला दो प्रतिष्ठित है हम a b का आदान प्रदान करते हैं ya0 ybyb are finite oryb0 yb yb are finite इन सीमा शर्तों के साथ आप सीमा शर्तों को शून्य बना सकते हैं जिससे डिफरेंशियल ऑपरेटर को सेल्फ एडज्वाइंट या हेयरमिशन या स्कयू सिमिट्रिक बना देता है जब एक बार यह हेयरमिशन हो तो हम केवल एगेनमूल्यों और एगेन फंक्शंसको ढूंढ सकते हैं एक बार जब आपके पास हेयरमिशन होता है तो आपने देखता है कि डॉट प्रोडक्ट समान है यानी fgabwxfxgxdx इसलिए हम अगले वीडियो में पीरियोडिक सिंगुलर स्टर्म लिउविल सिस्टम और सिंगुलर स्टर्म लिउविल सिस्टम के लिए इनमें से प्रत्येक मामले मैं उदाहरण देंगे हम इन दो विशेष स्टर्म लिउविल सिस्टम पीरियोडिक स्टर्म लिउविल सिस्टम और सिंगुलर स्टर्म लिउविल सिस्टम देखेंगे लिए जब आपको इन सीमा स्थितियों से एक के साथ एक एगेन मूल्य समस्या के रूप में डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाता है ताकि आप देख सके कि यह नियमित या आवधिक या सिंगुलर स्टर्म लिउविल सिस्टम्स होगा इसलिए मैंने रेगुलर स्टर्म लिउविल सिस्टम के लिए एक उदाहरण दिया है और अगले वीडियो में हमारे पास पीरियोडिक और सिंगुलर स्टर्म लिउविल सिस्टम्स के उदाहरण होंगे